दूसरी विधि नाइट्रोजन गैस अधिशोषण तकनीक है यहां हम एक सतह क्षेत्र विश्लेषक का उपयोग करते हैं जिसे ऑटोसॉर्ब के रूप में जाना जाता है जो क्वांटाक्रोम बनाते हैं जब नाइट्रोजन का उपयोग एक एडसोर्बेन्ट या एडसोर्बट के रूप में किया जाता है तो यह उपकरण बीईटी के सिद्धांत पर काम करता है आप कई बार बीईटी नाम सुनते आए हैं तो बीईटी ब्रूनर एम्मेट और टेलर जैसे तीन शोधकर्ताओं का एक संयोजन है तो इन तीन शोधकर्ताओं के नाम पर इस पद्धति को बीईटी के रूप में नामित किया गया है और जब भी आपको समय मिले इसका संदर्भ आपको अमेरिकी रासायनिक समाज 1938 की पत्रिका मल्टीमॉलेक्युलर परतों में गैसों के विकल्प के रूप में मिल सकता है तो हम में से अधिकांश उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब यह विधि ठीक से विकसित की गई थी इसलिए मानक संदर्भ सामग्री की मदद से इस उपकरण को पहले कैलिब्रेट किया जाता है तो आम तौर पर एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है जिसकी आपूर्ति निर्माताओं द्वारा की जाती है यहां आप एक ग्राम हवा से सूखी हुई मिट्टी का उपयोग करते हैं जिसे एक ग्लास सेल में डाला जाता है और इसे 24 घंटे की अवधि के लिए 100 ℃ पर वैक्यूम के तहत डीगैस किया जाता है अब डीगैसिंग कुछ और नहीं बल्कि सभी वाष्पों को हटाना है जो नमूने से जुड़े हैं और आप सभी वाष्पों को क्यों निकाल रहे हैं ताकि नाइट्रोजन गैस को कणों की सतह पर सोखने का बेहतर मौका मिले यह प्रक्रिया उन त्रुटियों को कम करने में मदद करती है जो वाष्प के दबाव के बढ़ने के कारण होती हैं जबकि नाइट्रोजन का अवशोषण होता है बाद में नमूना अलग अलग रिलेटिव प्रेशर PP0 के अनुरूप नाइट्रोजन गैस के संपर्क में होता है जहां P लागू दबाव P0 संतृप्ति पर वाष्प दाब तो यह प्रक्रिया नाइट्रोजन का इष्टतम अधिशोषण सुनिश्चित करती है संयोग से आप में से कुछ को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में या मास्टर्स के बाद कार्बन डाइऑक्साइड अनुक्रम में काम करने का मौका मिल सकता है तो यहां इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग जियोमटेरियल की रिचार्ज कैपेसिटी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है जब आप कार्बन डाइऑक्साइड अनुक्रम मीथेन अनुक्रम के बारे में बात करते हैं और आप एक्सपेंसिव सॉइल इत्यादि को जानते हैं कुणाल आप यहां कार्बन डाइऑक्साइड के अनुक्रम के संबंध में कुछ जोड़ना चाहते हैं अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पकड़ा जाए और इसे कैसे टैप करें और इसे एक्वीफर्स में बाध्य करें ताकि पर्यावरण साफ हो जाए इसलिए बहुत से लोग विशेष रूप से जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं यह एक बहु अनुशासनात्मक क्षेत्र बन जाता है जहाँ रसायन विज्ञान की पृष्ठभूमि पृथ्वी विज्ञान भूवैज्ञानिक भू वैज्ञानिक इंजीनियर विशेष रूप से हाइड्रो जियोलॉजिस्ट सभी लोग इस समस्या पर विचार कर रहे हैं और यह एक बहुत अच्छी पद्धति है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सामग्री को पकड़ना और कम करना तो परीक्षण के अंत में नमूने को सटीकता के संतुलन पर एक बैलेंस 00001 पर तौला जाता है मूल रूप से 01 मिलीग्राम और नाइट्रोजन की मात्रा जो सतह पर इकठ्ठा हो Va एक दबाव के अनुरूप नमूना दर्ज किया गया है और एडसोर्प्शन आइसोथर्मस विकसित किए जाते हैं जहां आप आइसोथर्म शब्द का उपयोग समान तापमान के लिए करते हैं तो यहाँ वास्तव में एडसोर्प्शन आइसोथर्मस एक मिथ्या नाम है यह किसी दिए गए तापमान पर सोखने की प्रतिक्रिया है इसलिए आइसोथर्म एक निश्चित तापमान या कुछ परिवेश स्थितियों के अनुरूप प्रणाली की प्रतिक्रिया से मेल खाती है तो जिस क्षण आप परिवेश की स्थितियों को बदलते हैं आपकी प्रतिक्रियाएं भिन्न और तुलनीय होंगी तो इसीलिए हम इस शब्द का प्रयोग सोर्प्शन आइसोथर्मस एडसोर्प्शन आइसोथर्मस गैस आइसोथर्मस केमिकल आइसोथर्मस इत्यादि के रूप में करते हैं इसका मतलब है कम से कम एक शर्त तय की जाती है कि तापमान समान रहता है दबाव समान रहता है इसके अलावा मिट्टी के विशिष्ट सतह क्षेत्र को स्मार्टसॉर्ब के रूप में जाना जाने वाले सिंगल पॉइंट बीईटी विश्लेषक को नियोजित करके निर्धारित किया जाता है यह व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उपकरण है और इस प्रयोजन के लिए डीगैसड धारक में भरा जाता है और इसे नाइट्रोजन के संपर्क में लाया जाता है सिस्टम में निर्मित सॉफ्टवेयर की मदद से आपको सिंगल पॉइंट बीईटी के अनुरूप सतह क्षेत्र मिलेगा यह एक बहुत ही महंगा साधन है एक बीईटी की कीमत 50 60 लाख जैसी होगी इससे कम नहीं और सिंगल पॉइंट बीईटी की कीमत आपको 7 8 लाख से कम नहीं होगी यह ठीक है तो यदि P लागू दबाव होने के लिए होता है P0 नाइट्रोजन का संतृप्ति वाष्प दाब है Va एक दबाव P पर नाइट्रोजन की मात्रा जो सतह पर इकठ्ठा है हम मापना चाहते हैं कि VLm नाइट्रोजन की मात्रा है जो मोनोलेयर के गठन के लिए आवश्यक है मोनोलेयर कुछ भी नहीं है लेकिन पहली परत है जो सिस्टम के तहत बनती है और यह माना जाता है कि वे लैंगमुइर आइसोथर्मस के अनुसार सामग्री पर कोई भी विभिन्न परत का गठन नहीं करेंगे लैंगमुइर वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक आइसोथर्मस दिया है तो उनके नाम पर आइसोथर्मस का नाम लैंगमुइर है b नमूने में नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा से संबंधित होने वाला पैरामीटर है VMBET मल्टी पॉइंट बीईटी आइसोथर्मस का उपयोग करते हुए मोनोलेयर गठन के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की मात्रा है और CMBET एक स्थिरांक है जो पहले और आगामी परतों में सोखने की गर्मी के लिए आनुपातिक है इस प्रकार श्रीनिवास इस बारे में जहां वास्तव में हम बात कर सकते हैं आप जानते है कि गर्मी जो अंतःक्रिया से परस्पर क्रिया के साथ जुड़ी होती है और यहां हम विशेष रूप से गर्मी के रूप में दूषित मिट्टी की परस्पर क्रिया को परिभाषित कर सकते हैं जो परस्पर क्रिया से निकलती है और Amol प्रत्येक नाइट्रोजन अणु द्वारा कवर किया गया क्षेत्र है जो फिर से स्थिर रहता है तो इस समीकरण का उपयोग करते हुए अर्थात् यदि आप लैंगमुइर आइसोथर्मस से या मल्टी पॉइंट बीईटी से इस सतह क्षेत्र का पता लगा रहे हैं आप कुल सिस्टम के वॉल्यूम द्वारा विभाजित वॉल्यूम का गुणा मोनो लेयर के क्षेत्र से कर सकते हैं यह आपको इस तरह से एक संबंध देगा तो ये नाइट्रोजन गैस एडसोर्प्शन आइसोथर्मस के रूप में जाने जाते हैं y अक्ष पर आपको कुल मात्रा से विभाजित PP0 मान मिलेगा जो सिस्टम पर बंद हो जाता है ठीक है और फिर x अक्ष पर आपके पास PP0 है तो अगर आपको याद है यह गैस समीकरण यूनिवर्सल गैस इक्वेशन है छात्र PV nRT PV nRT तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं हम इसे इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं कि PP0 PP0 के संबंध में वॉल्यूम के साथ सामान्यीकृत है तो वास्तव में सामान्य रूप से प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं और जो आपको मिलता है वह केवल 1V0 है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन इस लाइन का ढलान है तो यह वह परिकल्पना थी जो लैंगमुइर द्वारा दी गई थी और वह परिकल्पना जो आम तौर पर MP BET में उपयोग की जाती है ये समीकरणों के रूप हैं PP0Va 1b VLm P0 PP0VLm आप सभी इसे याद करने की जरूरत नहीं है यह सिर्फ आपको फिर से उजागर करने के लिए है कि परिणाम प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का विश्लेषण किया जाता है आपको यह सब जानकारी रटटा नहीं मारनी चाहिए ठीक है लेकिन निश्चित रूप से यह आपके दिमाग में रहना चाहिए कि JAB कोई आपसे पूछे हाँ आप कह सकते हैं कि मुझे पता है कि इन मानो को प्राप्त या उपकरणों का इस्तेमाल कैसे किया जाए या मानों का विश्लेषण कैसे किया जाए यह तीसरी विधि मरकरी इन्ट्रूसन पोरोसिमेट्री है हम पिछले लेक्चर में इस प्रकार के संबंध के बारे में बात कर रहे थे पारा का वॉल्यूम जिसे सिस्टम में लागू दबाव के कार्य के रूप में घुसपैठ किया जा रहा है तो आपको एक विशिष्ट s वक्र मिलता है और यह दिखाता है कि छिद्र बहुत अच्छी तरह से वितरित किए गए हैं और सभी प्रकार के छिद्र हैं जो सिस्टम में मौजूद हैं यदि आप ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जहां आपको एक लम्बवत रेखा मिलती है तो इसका क्या अर्थ होगा यह पहले संभव नहीं है क्या ऐसा नहीं है यह काल्पनिक स्थिति है इसका मतलब है आपको सभी वॉल्यूम को भरने के लिए एक दबाव की आवश्यकता होती है और आपका सिस्टम अत्यधिक छिद्रपूर्ण होता है लेकिन इस प्रकार का जियोमटेरिअल किसी काम का नहीं है अब सतह क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है आप बस उस वक्र के नीचे के क्षेत्र को एकीकृत करते हैं तो एकीकरण कैसे किया जाएगा P ∆VTHg Cosδ 0 से Vmax तक इसलिए इस बिंदु से V वॉल्यूम के अधिकतम मान तक अगर मैं इस वक्र को एकीकृत करता हूं तो मुझे सतह क्षेत्र मिलेगा जिसे सामान्य रूप से SMIP के रूप में परिभाषित किया गया है अब मेरा सवाल यह है कि यह सतह क्षेत्र कुल या बाहरी या आंतरिक होगा बाहरी क्यों छात्र पारा के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है पारा प्रत्येक कण को घेरने वाला है तो फिर से यह एक बाहरी या कुल का एक प्रकार होने जा रहा है छात्र बाहरी केवल बाहरी ठीक है नहीं मैं आपको केवल एक विचार देने की कोशिश कर रहा हूं कि हालांकि पारा सिस्टम में घुसपैठ कर रहा है लेकिन जैसा कि उसने सही कहा है कि सामग्री के साथ परस्पर क्रिया नहीं कर रहा है तो यह अभी भी बाहरी सतह क्षेत्र बना हुआ है यहां सामान्य रूप से डेल्टा का उपयोग मिट्टी या कंक्रीट के आधार पर 130 से 140 डिग्री के रूप में किया जाता है तकनीकी रूप से जब आप कंक्रीट के साथ कार्य करते हैं तो डेल्टा मान 140 डिग्री होती है और मिट्टी के लिए यह 130 डिग्री होती है 480 न्यूटन प्रति मीटर या 048 प्रति सेंटीमीटर यह पारे का सतह तनाव है अब वह विधि आती है जिसे एथिलीन ग्लाइकोल मोनोएथाइल ईथर EGME के रूप में जाना जाता है यह एक बहुत ही दिलचस्प विधि है 2 ग्राम हवा में सूखी मिट्टी एक कांच के डिश के तल पर समान रूप से फैली हुई है और कांच के डिश का आंतरिक व्यास 40 एमएल और ऊंचाई लगभग 20 एमएल है और यह एक छिद्रित निगरानी कांच के साथ कवर किया गया है ताकि आप देख सकें कि अंदर क्या हो रहा है इन डिशेज़ को 250 ग्राम फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड युक्त एक वैक्यूम डेसीकेटर में रखा जाता है जो डेसीकेटर के अंदर एक निरंतर वाष्प दबाव बनाए रखने में मदद करता है 2 घंटे के लिए वैक्यूम लगाने के बाद नमूना खाली कर दिया जाता है और तब तक तौला जाता है जब तक कि यह लगभग स्थिर वजन प्राप्त नहीं कर लेता यह वह दर्शन था जिसे हमने विकसित किया कि आपको पता है वाष्पीकरण आपको मिट्टी की सतहों के मूलभूत गुणों को कैसे प्रभावित करता है बाद में ईजीएमई घोल के 6 एमएल को घोल बनाने के लिए नमूने में जोड़ा जाता है तो आप क्या कर रहे हैं क्या आप मिट्टी को डाई के साथ परस्पर क्रिया करने की अनुमति दे रहे हैं तो यह नियंत्रित सामग्री है जो इस मिट्टी के द्रव्यमान के साथ प्रतिक्रिया कर रही है और इस घोल को एक डेसीकेटर में एक डेसीकेंट के ऊपर रखा गया है कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग एक डेसीकेंट के रूप में किया जाता है आपने प्रयोगशाला में देखा होगा एक शंक्वाकार फ्लास्क में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड क्यूब्स है कैल्शियम क्लोराइड कुछ भी नहीं है लेकिन 12 घंटे के लिए पानी या उसके तत्व निकलना है और यह एक निरंतर वाष्प दबाव बनाए रखने और मोनोलेयर से ईजीएमई के नुकसान को कम करने में मदद करता है जो नमूना और मिट्टी के खनिजों के अंतर परत रिक्ति पर बनता है मैंने इस शब्द का उपयोग जानबूझकर किया है कृपया इस वाक्य को फिर से पढ़ें और मुझे बताएं कि यह विधि किस प्रकार की सतह क्षेत्र आपको देगी यह एक निरंतर वाष्प दबाव बनाए रखने और मोनोलेयर से ईजीएमई के नुकसान को कम करने में मदद करता है तो यह कुल सतह क्षेत्र है इसका मतलब है आंतरिक साथ ही साथ बाहरी जो नमूना और मिट्टी के सदस्यों के अंतर परत रिक्ति पर बनता है तो इस विधि की सुंदरता यह है कि आपको मिट्टी के कणों का कुल सतह क्षेत्र मिलेगा कांच की डिश के साथ घोल का प्रारंभिक वजन सटीक संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है और वैक्यूम के तहत निकासी के लिए डिश को डेसीकेटर में प्रतिस्थापित किया जाता है निष्क्रमण वह शब्द है जो आमतौर पर उस प्रणाली को डीगैस करने के लिए उपयोग किया जाता है जो मिट्टी के कणों द्वारा कब्जा कर लिया गया है कांच की डिश को डेसीकेटर से बाहर ले जाया जाता है जब तक वज़न स्थिर नहीं हो जाता तब तक आप इसे बदलते रहेंगे तो यह एक प्रकार का परिणाम है जो आपको मिल रहा होगा तो मिट्टी की विशिष्ट प्रतिक्रिया जिसे ईजीएमई के साथ उपचार किया जा रहा है आपके पास y अक्ष पर वजन और x अक्ष पर समय है तो यह सिस्टम का प्रारंभिक वजन है और फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है क्या होता है यह वजन गिरता रहता है और फिर अंत में Wc के साथ समाप्त होता हैं तो यहाँ हम दो प्रकार के प्रयोग करते हैं पहले प्रयोगों हवा से सूखे नमूनों में किए गए और अन्य डीगैस नमूनों पर किया गया क्यों क्योंकि हम मोनोलेयर के बीच अंतर करना चाहते हैं जो कि गठन किया गया है और कण परमाणुओं के बीच परत दाखिल करें तो इस तरह हम आंतरिक सतह क्षेत्र और बाहरी सतह क्षेत्र दोनों प्राप्त कर सकते हैं क्या यह हिस्सा स्पष्ट है यह वैक्यूम सक्शन के तहत एक टिपिकल डॉयिंग कर्व है यदि यही विश्लेषण मिट्टी के लिए कर रहे है तो समय के साथ कुछ दरारे दिखाई देंगी सिस्टम का वजन कम हो जाता है तो यहां हम कुल S या बाहरी S का उपयोग करते हैं जो कुछ भी नहीं है लेकिन वजन C है जो ईजीएमई के कुल वजन से विभाजित नमूने का अवशिष्ट वजन है जो उपयोग किया जाता है और ईजीएमई के इस वजन को बेंटोनाइट के एक वर्ग मीटर पर एक मोनोलेयर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यह वजन 286 × 10 4 ग्राम है तो आप इसकी अंतर परत को दबाकर मिट्टी की बाहरी सतह क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं यह दबाव कैसे किया जा रहा है यह दबाव इस रूप में किया गया है की जब डिगेसिंग की जाती है और नमूने को हवा सूखा रही है इस उद्देश्य के लिए नमूना ईजीएमई परीक्षण शुरू करने से पहले वैक्यूम के तहत 5 से 6 घंटे के लिए 600 ℃ में डिगैस होता है ठीक है तो यह आपको सतह क्षेत्र देगा कि आप किस विधि का उपयोग कर रहे हैं या तो हवा से सुखाने या नमूने को डिगेसिंग करके तो आपके पास जो कुछ भी है उसके आधार पर आप Stotal या Sext प्राप्त कर सकते हैं और 2 का माइनस करने पर आपको सतह क्षेत्र देगा जो आंतरिक है आइए हम एयर एडसोर्प्शन विधि के बारे में बात करते हैं यह एक सरल विधि है जहां आप अल्ट्रा पाइकोनोमीटर का उपयोग कर सकते हैं जो फिर से क्वांटाक्रोम द्वारा निर्मित होता है जो हमारी प्रयोगशाला में उपलब्ध है इस पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि नमूने का विशिष्ट सतह क्षेत्र इसकी एयर एडसोर्प्शन की क्षमता के समानुपाती होता है जो हवा का वॉल्यूम है जो सतह पर सोख रही है और Vair को हीलियम गैस और नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके इसके घनत्व को निर्धारित किया जा सकता है तो आपको दो गैसों हीलियम और नाइट्रोजन का उपयोग करना होगा दो घनत्वों के बीच का भेद आपको कुछ पैरामीटर देगा जो किसी अन्य पैरामीटर से गुणा करके आपको सतह क्षेत्र देगा इसलिए इस उपकरण को मानक संदर्भ सामग्री का उपयोग करके कैलिब्रेट किया जाता है और इस मामले में मानक सामग्री विभिन्न व्यास के स्टेनलेस स्टील के गोले होते है आपने देखा होगा कि जब आप लैब में कदम रखते हैं तो स्टील की गेंदों की मदद से कैलिब्रेशन किया जाता है आप स्टील की गेंदों का उपयोग क्यों करते हैं कोई अंदाजा यह सबसे चिकनी सतह है क्या ऐसा नहीं है तो एक चिकनी से चिकनी सतह पर गैसों का कोई अधिशोषण नहीं होना चाहिए आप कोई भी खुरदरी सतह लेते हैं जहाँ इससे अधिक अधिशोषण होगा तो यह आपका संदर्भ चिह्न बन जाता है जहां अधिशोषण मूल्य लगभग शून्य होने जा रहा है बाद में हवा से सूखे नमूने को वैक्यूम के उपयोग के तहत 100 ℃ तक डीगैसड किया जाता है जब तक कि यह एक निरंतर वजन प्राप्त नहीं करता है बेशक यह सुविधा एक टेक्नो मीटर में ही उपलब्ध है आप सिस्टम को स्वयं ही डीगैस कर सकते हैं यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्कासन सुनिश्चित करती है जो नमूना की सतह से सोखी हुई हवा का डिसॉर्प्शन है मुझे आपसे एक सवाल पूछना है एक डिओडोरेंट का मूल कार्य क्या होना चाहिए आप पाउडर तोलक का उपयोग क्यों करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए हां उन्हें खुद के भीतर क्या गंध सोखनी चाहिए सही इसलिए यदि आप एक अच्छे डिओडोरेंट या एक अच्छे पाउडर का परीक्षण करना चाहते हैं जो सौंदर्य प्रसाधनों के लिए उपयोग किया जाता है तो आपको इन तकनीकों को करना होगा यही कारण है कि ये तकनीक केमिकल इंजीनियरिंग लोग में बहुत लोकप्रिय हैं मेरा मतलब है कि यह उनकी रोटी और मक्खन है उन्हें इन चीजों या हर चीज के साथ रहना है मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा कोई पौधा देखा है जिसने नेल पॉलिश लगा रखी हो आपको लक्मे संस्थान जाना चाहिए जो हिंदुस्तान लीवर में स्थित है जो कि भू तकनीकी इंजीनियरिंग सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह है नेल पॉलिश के लिए क्या आवश्यक है आश्वासन देंते है कि वे चमक को खोए बिना लंबे समय तक नाखूनों से चिपके रह सकते हैं तो फिर से यहाँ खनिज विज्ञान तस्वीर में आता है जो सामग्री जिसे आप उपयोग कर रहे हैं और त्वचा के बीच का बंधन है तीसरा गुण क्या है विषैला या खतरनाक नहीं होना चाहिए और रक्त वाहिका में को बहना नहीं चाहिए इसका मतलब है सिस्टम के रक्त वाहिका में उन्हें और अधिक फैलाना नहीं चाहिए यही सच लिपस्टिक के साथ भी है जो आप लोग उपयोग करते हैं ठीक तो उलझाव जबरदस्त हैं मेरे पहले के बैच को मैं हिंदुस्तान लीवर लैक्मे सेंटर में ले गया था जहां वे इन सभी चीजों के डिजाइन से अवगत हुए जिसमें डव सहित अन्य साबुन शामिल थे और वे ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं जो भूरे रंग का पेअर्स हाँ तो कैसे एक साबुन बनाने के लिए जो पारदर्शी है लेकिन फिर भी यह एक डिटर्जेंट के रूप में कार्य करता है तो यह ब्रिटेन के यूनिलीवर के एकाधिकार है किसी को भी इसमें महारत हासिल नहीं है इसी तरह एक और अच्छा उदाहरण मैं आपको साबुन उद्योग में दूंगा मान लीजिए कि आप आज एक साबुन खरीदते हैं और फिर आप इसे अपने बाथरूम की शेल्फ पर रखते हैं दो दिनों के बाद पूरा इत्र वाष्पित हो जाता है क्या आप साबुन का उपयोग करेंगे या तीसरे दिन नहीं करेंगे साबुन उद्योग का क्या होगा यह चौथे दिन बंद हो जाएगा इसका मतलब है कि इन सभी समस्याओं के लिए उन रसायनों की क्रमिक डिगैसिंग की आवश्यकता होती है जो मैट्रिक्स में बहुत धीमी गति से डालते हैं एक और अच्छा उदाहरण पहले के दिनों का है जब आप विम बार का उपयोग करते थे तब यह अपनी भौतिक अखंडता को खो देता था क्योंकि यह हाइग्रोस्कोपिक हुआ करता था लेकिन आजकल आप देखते हैं कि तकनीक बदल गई है और यह विम बार अभी भी अपने जीवन के लिए बनी हुई है तीसरी समस्या यह है कि वे रासायनिक नहीं होने चाहिए उन्हें तापमान में अंतर के कारण साबुन मैट्रिक्स से नमक से बाहर फैलना चाहिए क्योंकि आर्द्रता होती है आपके बाथरूम में सामान्य रूप से आर्द्रता बहुत अधिक होने वाली है इसलिए साबुन डिजाइन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है यह आसान काम नहीं है तो यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड को साबुन से बाहर नहीं निकलना चाहिए यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहर निकलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ईंटों में क्या करता है आप ईंटें कैसे बनाते हैं यह एक बाइंडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बाइंडर होता है अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं डालते हैं तो यह ऊंचे तापमान पर बॉन्डिंग एजेंट की तरह काम करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण साबुन की शारीरिक ताकत आती है तो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड खुद बहार निकल जाता है तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इसलिए इस प्रकार की पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि आप इन अध्ययनों के कुछ उपयोग पा सकते हैं कपड़े विशेष रूप से गलीचे जो आम तौर पर हम फ़र्स कोट इत्यादि के लिए उपयोग करते हैं क्या ऐसा नहीं है तो जीतनी अधिक हवा सोखने की क्षमता उतनी अधिक गर्मी और उतनी अधिक पहनने के लिए अनुकूल और शरीर तो ये उपयोग एक इंजीनियरिंग हैं जहां इन सरल तकनीकों का उपयोग उनकी एक्टिविटी को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है तो यह सरल समीकरण है जहां आप विशिष्ट सतह को वायु अधिशोषण विधि का उपयोग करके एक सतह क्षेत्र का पता लगाते हैं जो कि कुछ निरंतर बीटा द्वारा गुणा की गई सामग्री के वजन से विभाजित प्रणाली पर प्रसारित हवा के मात्रा के बराबर है अब VairW कुछ ओर नहीं बल्कि 1ρHe है जो हीलियम गैस और नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मापा गया घनत्व है तो बीटा मूल रूप से कण के आकार से मेल खाता है यह वही है जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे कि आप उस कण के आकार और आयाम की टोमोग्राफी करना चाहते हैं और मिट्टी के कण का प्रकार जिसे आप बीटा मान प्राप्त करके वर्णन कर सकते हैं तो अलग अलग क्ले के लिए यह अलग होगा रेत के लिए यह अलग संयोजन होगा यह अलग होगा इत्यादि तो यह सतह क्षेत्र बाहरी सतह क्षेत्र होगा कैसे बीटा मान प्राप्त करें यह एक बड़ा सवाल है बीटा का निर्धारण करने के लिए आपको एमबीईटी या ईजीएमई परीक्षण आयोजित करना होगा ताकि आप इस तरह के संबंध को प्रशिक्षित कर सकें तो यह वह तकनीक है जिसमें आपको दो तरीके अपनाने होंगे एयर एडसोर्प्शन और साथ ही ईजीएमई तो ईजीएमई आपको इस तरह का एक संबंध देगा जहां एक विशिष्ट सतह क्षेत्र वजन से विभाजित हवा की मात्रा का एक फंक्शन है और इस रेखा का ढलान कुछ भी नहीं है बल्कि बीटा है तो आप यहां से बीटा प्राप्त कर सकते हैं एक बार जब आप इस प्रणाली को प्राप्त कर लेते हैं तो आप फिर से VairW को इन दोनों से गुणा करें और आप एयर एडसोर्प्शन विधि का उपयोग करके एक विशिष्ट सतह क्षेत्र प्राप्त करते हैं इसलिए आवश्यकता और सटीकता जिसे आप ढूंढ रहे हैं के आधार पर आपको पर्यावरणीय परिस्थितियों को अपनाने वाली कार्यप्रणाली को बदलते रहना होगा अब बाद में हम कुछ संबंध विकसित करते हैं विशेष रूप से यह श्रेय मेरे पीएचडी छात्र नायडू को जाता है डॉ नायडू वास्तव में जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए इन सभी तरीकों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की मिट्टी के विशिष्ट सतह क्षेत्र का निर्धारण किया और यह पेपर 2008 में जियोटेक्निकल एंड जियोलाजिकल इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुआ आप इसका उल्लेख कर सकते हैं यदि आप चाहें तो इस प्रक्रिया और पूरी कार्यप्रणाली से गुजरें मैंने यहाँ जो कुछ प्रस्तुत किया है वह केवल विधियों का सार है लेकिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण टिप्पणी नहीं है जब भी आप इस प्रकार की जानकारी का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको साहित्य के माध्यम से जाना चाहिए जिनकी कार्यप्रणाली और उनकी सीमाएं उपलब्ध है मुझे आशा है कि आप इस बिंदु की सराहना करेंगे कि यह प्रयास था जहां विशिष्ट सतह क्षेत्र को सीधे लिक्विड लिमिट के साथ जोड़ा गया है क्या आप मिट्टी की लिक्विड लिमिट को निर्धारित करने के लिए परीक्षण के प्रकार से संतुष्ट हैं या आपको कुछ कठिनाई है जिस तरह से लिक्विड लिमिट प्राप्त की जाती है यह आपकी कैंची पर मिलने जैसा है क्योंकि एक ही परीक्षण करने वाले दो व्यक्ति अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं तो यहां हम महसूस करते हैं कि एसएसए का उपयोग मिट्टी की लिक्विड लिमिट निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए और यह अच्छी तरह से काम करता है आप नोटिस करते हैं की विशिष्ट सतह क्षेत्र के बढ़ने पर लिक्विड लिमिट भी बढ़ जाती है आप इन बात से सहमत हैं तो इस पक्ष आपके पास रेत होना चाहिए जिसके लिए लिक्विड लिमिट बहुत कम है और यह सक्रिय खनिज होना चाहिए जहां विशिष्ट सतह क्षेत्र बहुत अधिक है मूल दर्शन यह है कि यह 0 के बीच की सीमा है और यह एसिम्प्टोट है और एक अन्य एसिम्पोट y अक्ष पर आता है जहां लिक्विड लिमिट लगभग 800 हो सकती है अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि एक विशिष्ट बेंटोनाइट के लिए लिक्विड लिमिट क्या होगी क्या आपने कभी खुद बेंटोनाइट के नमूने का परीक्षण किया है कभी नही कोई भी आपका बेंटोनाइट की लिक्विड लिमिट के बारे में क्या अनुमान है कोई भी संख्या जो आपके दिमाग में आती है संगीता 500 से अधिक जबकि हम 500 के पार नहीं आए हैं लेकिन यहां हम 480 के करीब हैं जो हमने परीक्षण किया है वह सही है तो यह 180 से 200 से लगभग 500 तक भिन्न होता है तो यहां हमें एक प्रतिक्रिया मिली मैंने सोचा कि आप इस मान का निरीक्षण करेंगे और आप बता सकते हैं तो यह कहीं 500 के करीब है हमने एक परीक्षण किया तो इसीलिए उन्हें बहुत सक्रिय सामग्रियों के रूप में माना जाता है और संयोग से ये बेंटोनाइट हैं जो कैल्शियम बेंटोनाइट हैं सोडियम बेंटोनाइट नहीं तो यह इस प्रकार के प्रयोगों को करने की एक उपयोगिता है आप विशिष्ट सतह क्षेत्र प्राप्त करके लिक्विड लिमिट की जांच कर सकते हैं आप कुछ साहित्य पढ़े होंगे जहां वे मिट्टी की लिक्विड लिमिट और मिट्टी की प्लास्टिसिटी इंडेक्स पर मिट्टी के दूषित संपर्क के प्रभाव के बारे में बात करते हैं अब इस ग्राफ का उपयोग करके इन मुद्दों का उत्तर भी आसानी से दिया जा सकता है इसलिए अगर मै एसएसए का पता लगा रहा हूँ जहां मिट्टी दूषित पदार्थों के साथ परस्पर क्रिया कर रही है तो इसकी लिक्विड लिमिट अलग होने वाली है तो इसका मतलब है एसएसए इस मौलिक गुणों को भी शामिल करेगा दूसरा संबंध है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और विशिष्ट सतह क्षेत्र के बीच है और यहां आप पाएंगे कि विशिष्ट सतह क्षेत्र और केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बीच एक अच्छा सह संबंध है इसलिए यह विशिष्ट सतह क्षेत्र अधिक है हालांकि मूल रूप से यह एक भौतिक संपत्ति है चिकनी मिट्टी की एक्टिविटी भी उच्च होने जा रही है सरल शब्दों में इसका मतलब है केटायन में अधिक पार्किंग उपलब्ध है यह कणों की सतह पर नहीं है तो जितना अधिक सतही क्षेत्र उतनी ज्यादा केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यह मिट्टी की एक्टिविटी और विशिष्ट सतह क्षेत्र के बीच का संबंध है जहां आप देख सकते हैं कि यदि विशिष्ट सतह क्षेत्र अधिक है तो एक्टिविटी भी अधिक है फिर से इन संबंधो को आपके सामने लाने का मेरा विचार यह है कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब मिट्टी दूषित पदार्थों के संपर्क में आती है तो एसएसए को फिजियो केमिको मिनरोजिकल गुणों को शामिल करना चाहिए इसलिए यह एक्टिविटी उस एक्टिविटी की तुलना में थोड़ी अलग है जो शास्त्रीय भू आकृति विज्ञान में अध्ययन की गई थी जहां आपने केवल प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन के बारे में बात की थी इसलिए वास्तव में इस एक्टिविटी को प्रतिक्रियात्मकता शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए लेकिन हमें यह सही या गलत साबित करना होगा तो इसके लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी इसलिए अभी भी हम इनका उपयोग उस एक्टिविटी के रूप में कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि एक्टिविटी एक विशिष्ट सतह क्षेत्र का प्रत्यक्ष कार्य है यह जांचने का एक प्रयास था कि क्या फ्री स्वेल्ल इंडेक्स को एसएसए के साथ जोड़ा जा सकता है तो फ्री स्वेल्ल इंडेक्स एक ऐसी घटना है जहां मिट्टी के खनिजो के परस्पर क्रिया के सूजन गुण की वजह से मिट्टी में फुलाव आ जाता है तो एसएसए भी मिट्टी के फ्री स्वेल्ल इंडेक्स के साथ काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है यदि आप एसएसए जानते हैं तो आप लिक्विड लिमिट एक्टिविटी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मिट्टी की फ्री स्वेल्ल इंडेक्स प्राप्त कर सकते हैं या इसका विपरीत भी अब सवाल यह है कि आपको एसएसए पर इतना भरोसा क्यों करना चाहिए और मैं आपसे जवाब चाहता हूं देखिए कोई भी जिज्ञासु मन कहेगा कि हमें एसएसए पर इतना निर्भर क्यों होना चाहिए क्या आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आप उत्तर के बहुत करीब हैं लेकिन यह सटीक उत्तर नहीं है हाँ कृपया कोई अन्य प्रयास करें एलएल निर्धारित करने के लिए आप कितनी तकनीकों का उपयोग करते हैं केवल 1 एसएसए निर्धारित करने के लिए कितनी तकनीकें उपलब्ध हैं जरा गिनो और मुझे बताओ 2 प्लस 4 प्लस 3 कम से कम 9 से 10 तकनीकें हैं और ये वे कार्यप्रणाली हैं जिन्हें आप जानते हैं कि वे बहुत सटीक रूप से लिखी गई हैं तो यहां विचार का स्कूल यह है कि अगर हम एसएसए को जानते हैं जिसे 21वीं सदी में बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में अधिकांश परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी ठीक है तो यह कहानी का सार है एक दिन आना चाहिए जब सामग्री का लक्षण वर्णन केवल एक पैरामीटर के आधार पर किया जाना चाहिए या तो एसएसए या केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और आपको इन सभी बोझिल परीक्षणों को करने की आवश्यकता नहीं है जिनका पिछले 30 40 वर्षों से प्रयोगशालाओं में अनुसरण किया जा रहा है चलो मैं तुम्हें सीईसी और एसएसए के उपयोगों पर कुछ और जानकारी दिखाता हूँ x अक्ष पर मैंने यहां Wh प्लॉट किया है अब Wh हाइड्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट से मेल खाती है आपके ज्ञान के लिए क्या कोई कोड है जो मिट्टी की हाइड्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट को निर्धारित करने के लिए उपलब्ध है लेकिन क्या आपको आश्चर्य है कि मिट्टी की हाइड्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट को कैसे निर्धारित किया जाए ठीक है यह सवाल था जब मेरे पीएचडी छात्र में से एक डॉ परेश शाह अपनी थीसिस पर काम कर रहे थे और यह एएसटीएम में प्रकाशित हुआ था हम कुछ समीकरणों के साथ आए थे जहां विशिष्ट सतह क्षेत्र को हाइड्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट से जोड़ा जाता है हाइड्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट भी एक ऐसी घटना है जहां वातावरण में मौजूद नमी बस मिट्टी के कणो के साथ जुड़ जाती है तो आपको याद है कि अधिशोषण के तरीकों में से एक गैस या वाष्प था तो यह एक प्राकृतिक वाष्प है जो वायुमंडल में मौजूद है जो मिट्टी के नमूने के साथ चिपक जाती है तो यह तर्क बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है और हम जो देखते हैं वह यह है कि एसएसए और हाइड्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट के बीच संबंध लगभग रैखिक है तो अधिक हाइड्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट अधिक विशिष्ट सतह क्षेत्र दिखाती है तो कहीं न कहीं इस तरफ हमारेपास रेत होगी और इस तरफ हमारे पास सक्रिय खनिज होंगे इसलिए कम से कम हमने जो किया है हमने मिट्टी के दो छोरों को मैप किया है यह खनिज और रेत इस प्रकार के संबंधों पर आधारित है इसी प्रकार यदि आप केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का ग्राफ बनाते हैं जिसके लिए इकाइयाँ 100 ग्राम Wh के संबंध में मिली समतुल्य हैं Wh के अधिक होने का अर्थ है अधिक केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी स्पष्ट है इसलिए सीईसी बनाम एसएसए का ग्राफ हम पहले से ही पिछली कक्षा में देख चुके हैं तो ये वो संबंध हैं जो हमें तब मिलते हैं जब आप मिट्टी के नमूने पर विद्युत खनिज क्षेत्र लागू करते हैं इस पर थोड़ी देर बाद चर्चा की जाएगी अब हम मिट्टी के विद्युतीय लक्षण वर्णन के बारे में बात करते हैं या जब मैंने सोचा कि इस समीकरण को यहाँ रखना उचित है जहां sh मिट्टी की विद्युत चालकता हीड्रोस्कोपिक मॉइस्चर के अनुरूप से मेल खाती है और sdry शुष्क मिट्टी की चालकता के अनुरूप है तो यह अनुपात भी एक विशिष्ट सतह क्षेत्र के लिए आनुपातिक है और आप यहाँ kdiff देख रहे होंगे यह kdiff कुछ भी नहीं है बल्कि इस मिट्टी की डिइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है तो हाईग्रोस्कोपिक मिट्टी और सूखी मिट्टी के डिइलेक्ट्रिक गुणांक या डिइलेक्ट्रिक स्थिरांक का अंतर आपको kdiff देगा और यह आपको SSA भी देगा तो यहां अधिकांश इंस्ट्रूमेंटेशन चल रहा है वर्तमान में आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन को जानते हैं जहां लोग केवल एक प्रोब डालकर इन सीटू मॉइस्चर कंटेंट निर्धारित करना चाहते हैं तो यह प्रोब क्या कर रहा है यह प्रोब केवल डिइलेक्ट्रिक स्थिरांक और सतह के क्षेत्र या केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए सामग्री की बिक्री की चालकता के बीच अंतर का पता लगा रहा है इत्यादि यह कार्य 2006 में एएसटीएम अंतरराष्ट्रीय में " मिट्टी के द्रव्यमान के हाइड्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट के निर्धारण के लिए पद्धति" के नाम से प्रकाशित हुआ था यहीं से वास्तव में हमें मिट्टी को सुखाने और गीला करने की अवधारणा मिली तो आपको एक बिंदु की सराहना करनी चाहिए जब हम हाइड्रोस्कोपिक मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात करते हैं यह एक वेटिंग चक्र है स्पष्ट है लेकिन अगर मैं इसमें से नमी को बाहर निकालना चाहता हूं तो यह एक डॉयिंगचक्र बन जाता है जिसके लिए हम मिट्टी के नमूने को डीगैस करने के लिए इन विधियों का उपयोग कर सकते हैं और इसे एक सूखी सामग्री बनाते हैं मैं आज यहां रुकूंगा अगर आपको कोई संदेह है तो हम समय का उपयोग कर सकते हैं हां कृपया छात्र कौन सी विधि इन सभी तरीकों के एसएसए का सही मान देती है जो हमें अपने प्रयोगात्मक विश्लेषण के लिए मान लेना चाहिए आम तौर पर ईजीएमई आपको सबसे अच्छे परिणाम देता है इसलिए इस पत्र में हमने दिखाया है कि ईजीएमई सभी विधियों में से सर्वोत्तम संभव परिणाम देता है और इसके क्या कारण है यदि आप उस पत्र को पढ़ते हैं तो आप बेहतर तरीके से अनुसरण कर सकते हैं छात्र प्रत्येक विधि की उपयुक्तता इस बात पर निर्भर करती है कि इस स्थिति के लिए अब कौन सा पद्धति अपनाया जाना चाहिए नहीं यह सामग्री के प्रकार पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि विभिन्न प्रकार की सामग्री पर काम करने के बाद हमें पता चलता है कि ईजीएमई आपको जो परिणाम देता है वो उस परिणाम के बहुत करीब हैं जो आपको जटिल तरीकों से मिलते है जैसे कि पाइकोनोमीटर का उपयोग करना और इत्यादि लेकिन समस्या यह है कि हर प्रयोगशाला और हर कोई इस तरह के उपकरणों का खर्च नहीं उठा सकता है तो यहां हम पाते हैं कि ईजीएमई अन्य तरीकों की तुलना में यथोचित अच्छे परिणाम देता है विशेष रूप से बीईटी और सिंगल पॉइंट या मल्टी पॉइंट बीईटी कोई और सवाल सबसे तेज़ तरीका गैस एडसोर्प्शन होगा और इससे आपको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे लेकिन केवल एक चीज यह आपको केवल सतह क्षेत्र देगी जो बाहरी है लेकिन यदि आप कुल सतह क्षेत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ईजीएमई के लिए जाना होगा अधिकांश प्रक्रियाओं को देखें जहां केमिसॉर्प्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विशेष रूप से उत्प्रेरक से संबंधित उद्योग जिसे आप जानते हैं कि आप ईजीएमई विधि से दूर नहीं रह सकते हैं कोई रास्ता नहीं है क्योंकि यहां आपको संपूर्ण सतह क्षेत्र का पता लगाना है जो परस्पर क्रिया के लिए उजागर होता है तो आपको ईजीएमई परीक्षण करना होगा माफ़ करना नहीं हमने रॉक पाउडर के लिए भी किया है तो यह सभी प्रकार की भू सामग्री है हां लेकिन सवाल यह है कि चट्टान का सवाल अपने आप में ही बहुत सार शब्द है क्या ऐसा नहीं है तो आप किस पर आंशिक रूप से विचार करने जा रहे हैं लेकिन वही मिट्टी के लिए भी मान्य है मिट्टी में भी कणों की अलग अलग श्रृंखला होती है तो यहां सामग्री को विभाजित करने के लिए विचार की उत्पत्ति होती है और फिर इसकी एक्टिविटी का पता लगाते है आप सामग्री छानते है इसके अवयव के लिए जाते है और फिर कौन सा अवयव घटक सबसे प्रतिक्रियाशील है कुछ लोगों को इन सवालों के जवाब देने की आवश्यकता होती है